इस कोर्स में स्वागत है और दोस्तों आज हमारा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के साथ परिचय होगा अगर आप देखें मेजरमेंट एक बहुत ही जरूरी विषय है और आज मेजरमेंट काफी जटिल हो चुका है ऐसा क्यों है आजकल ऐसा हो गया है पार्ट्स का आकार सिकुड़ता जा रहा है दूसरा पार्ट्स की प्रकृति जटिल हो गई है इसलिए यदि हमको एक नया पार्ट या एक प्रोडक्ट उत्पादित करना है पहली चीज जो उत्पादन के बाद हमको करनी है जो भी हम अपने मन में सोच रहे थे या कागज पर रख रहे थे हमको मेजर और वैलिडेट करना चाहिए जोकि अभी तक उत्पादित नहीं हुआ है इसलिए मेजरमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज पहले मेजरमेंट को कांटेक्ट टाइप के रूप में सोचा जाता था आज यह नॉन कांटेक्ट टाइप के संदर्भ में जा चुकी है इसका मतलब टूल इसको नहीं छूता है लेकिन फिर भी वह माप सकता है और अभियंता को या अभ्यास रत अभियंता को या विनिर्माण अभियंता को मूल्य बता सकता है इसलिए आज के विनिर्माण परिदृश्य में मेजरमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है इसलिए मेजरमेंट के बिना प्रोडक्ट एफिशिएंसी या प्रोडक्ट आइटरेशन या प्रोसेसड आइटरेशन नहीं हो सकती है मेट्रोलॉजी मेजरमेंट का विज्ञान है यह मेजरमेंट का विज्ञान है इसलिए यहां पर हम खुद साधारण तकनीकीयो को आच्छादित करने की कोशिश करेंगे और जो विज्ञान यहां पर सम्मिलित है और उसके बाद कोर्स के अंत में हम कुछ नॉन कांटेक्ट मेजरमेंट को देखने की भी कोशिश करेंगे इसलिए इस व्याख्यान की सामग्री मैकेनिकल मेजरमेंट होने वाली है उसके बाद हम मेजरमेंट की जरूरत पर बात करेंगे उसके बाद मेजरमेंट का वर्गीकरण उसके बाद मेज़रमेंट के तरीके और अंततः मेजरमेंट के विभिन्न लेवल क्या होते हैं इसलिए मेज़रमेंट किसी भी चीज को बताने की एक प्रक्रिया है जो कुछ मात्रा में मौजूद है इसलिए कुछ मौजूद होना चाहिए और जब कुछ मौजूद होता है वह क्या है मैं उसको निर्धारित करना चाहूँगा उदाहरण के लिए वह गिनती के रूप में हो सकता है वह आकृति के रूप में हो सकता है वह आकार के रूप में हो सकता है वह पूर्णता के रूप में हो सकता है इसलिए मेजरमेंट किसी भी चीज को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है जो कि कुछ मात्रा में मौजूद है वह चीज जो मौजूद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंध रखती हैं इसके बाद ऐसी मात्राओं को निर्धारित करने को मैकेनिकल मेजरमेंट कहा जाता है ठीक है इसलिए हम मैकेनिकल की ओर ज्यादा केंद्रित हैं इसलिए इसी वजह से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह किसी भी चीज को जो कि किसी मात्रा में मौजूद है उसको निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है बिंदु संख्या 1 और जो भी मौजूद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंध रखता है उसके बाद ऐसी मात्राओं को निर्धारित करना मैकेनिकल मेजरमेंट कहलाता है मेजरमेंट का क्या कार्य है एक अभियंता भौतिक चरों को निर्धारित करने में रुचि रखता है और उनके नियंत्रण के लिए भी चिंतित रहता है इसलिए यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है भौतिक चर लंबाई हो सकता है वजन हो सकता है घनत्व हो सकता है शक्ति होता है विद्युत धारा हो सकता है ठीक है इसलिए यह सारी चीजें भौतिक चर हैं इसलिए उससे पहले मुझे मेजरमेंट की सात मूल इकाइयों को सारणीबद्ध करने दीजिए सात मूल इकाइयां • वजन kg • समय sec • तापमान • विद्युत धारा Amp • मोल पदार्थ की मात्रा • कैंडेला रोशनी • दूरी मीटरस् इसलिए एक तो वजन होगा एक समय होगा और दूसरा तापमान होगा ठीक है यह बुनियादी प्रणाली है दूसरी चीजें जैसे कि विद्युत धारा वह मोल हो सकता है वह कैंडेला हो सकता है इसका मतलब कहने के लिए यह तीव्रता का है और आखिरी वाला दूरी होगा सही है इसलिए वजन को kg की इकाइयों में दिखाया गया है समय को सेकंड में तापमान को डिग्री सेल्सियस में ठीक है विद्युत धारा को Amps मैं मोल वास्तव में पदार्थ की मात्रा जोकि मौजूद है ठीक है कैंडेला रोशनी के लिए या लुमिनस इंटेंसिटी ठीक है दूरी मीटर में है इसलिए यह सात मूल इकाइयां है इसलिए जो कुछ भी हम भौतिक चरों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं वह उसका भाग हो सकता है उसका मिश्रण हो सकता है आप देख सकते हैं इसलिए एक अभियंता पिक्चरों को मापने में रुचि रखता है और उनके नियंत्रण के लिए भी चिंतित रहता है इसलिए यह दोनों कार्य आपस में गहरा संबंध रखते हैं क्योंकि इसे नियंत्रित करने के लिए तापमान या प्रवाह जैसे चर को मापने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यह दो मेट्रोलॉजी के महत्वपूर्ण कार्य हैं नियंत्रण की सटीकता अनिवार्य रूप से माप की सटीकता पर निर्भर करती है इसलिए अब हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं पहला आप चरों को मापते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं कि चरों को नियंत्रण में करते हैं तो यह दूसरा चरण है आप इन दो अन्य बुनियादी कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं यदि आपके चर को मापा जाना है तो आपके पास एक मापने वाला उपकरण होना चाहिए जो उच्चतम सटीकता के लिए मापता है और फिर उस डेटा को कंट्रोल को दिया जाता है ताकि कंट्रोल वस्तु के कामकाज को नियंत्रित करने की कोशिश करे तो कंट्रोल की सटीकता सीधे माप की भौतिकी की सटीकता पर निर्भर करती है जो भौतिक चर द्वारा किया जाता है इसलिए एक कंट्रोल के डिजाइन के लिए माप तकनीक का अच्छा ज्ञान आवश्यक है तो मूल रूप से हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम पहले भौतिक चर मापने के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगली बात आप इस चर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और आज ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्यों हैं पहले उत्पादन कर रहा है और अब जब हम प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास करते हैं तो हमें प्रक्रिया या प्रक्रिया के मापदंडों को नियंत्रित करना चाहिए जो भी हो ताकि आप सबसे अच्छा कुशल प्रोडक्ट प्राप्त करने का प्रयास करें इसलिए यदि आप इसे एक योजनाबद्ध आरेख में रखते हैं तो माप की परिभाषा को एक प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड और अननोन मेग्नीट्यूड के बीच मात्रात्मक तुलना प्राप्त करने की प्रक्रिया या कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए इसे देखें कि स्पष्ट रूप से परिभाषाएं दो चर के बीच मात्रात्मक तुलना कैसे करती हैं तुलना हमेशा दो या कई के बीच होती है इसलिए एक प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड के बीच कहने का मतलब है कि मेरे पास एक मानक है आप मुझे एक वस्तु दे रहे हैं जिसमें मुझे उस भौतिक चर को मापना है और मुझे नहीं पता कि मेग्नीट्यूड क्या है अब ज्ञात मानक के साथ मैं कोशिश करता हूं चर के अननोन मेग्नीट्यूड को मापें और माप करने का प्रयास करें तो यह मेजरमेंट के लिए परिभाषा है यदि आप इसे एक ब्लॉक आरेख में डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि मापुरंड अज्ञात मात्रा इनपुट है तो आपके पास मानक ज्ञात मात्राएं हैं और यहां आप जो करते हैं वह माप की प्रक्रिया होती है जो कि तुलना है तो यहाँ उदाहरण हैं आप शायद 2002 मिलीमीटर का एक शाफ्ट बना रहे हैं और यहाँ आप एक स्केल या वर्नियर चुनने की कोशिश कर रहे हैं या आप एक स्क्रू गेज लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इस 2002 को माप सकता है तो यहां आप मानक डिवाइस में परिवर्तन करके मिलीमीटर को लेने की कोशिश करते हैं और फिर इस डिवाइस का उपयोग आपके द्वारा की गई मापुरंड को मापने और माप लेने के लिए किया जाता है और अंत में आप यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह परिणाम 02 मिलीमीटर है इसलिए शुरू में मेरे पास यह माप नहीं होगा मेरे पास केवल एक शाफ्ट होगा और इस शाफ्ट को माप प्रक्रिया में दिया गया है और यह आवश्यक आउटपुट का उत्पादन करने की कोशिश करता है परिणाम परिमाण यहां दिखाया गया है तो यह माप के लिए एक सरल परिभाषा है और मैं अब दोहराता हूं यह समझने के लिए माप बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने क्या निर्मित किया है क्या यह सही है या गलत है या क्या हमने जो प्रक्रिया अपनाई है वह अच्छी है या बुरी ताकि प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बनी रहती है या नहीं एक विशिष्ट उदाहरण यहाँ एक वर्नियर कैलिपर है जिसका उपयोग किया जाता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर का उपयोग शाफ्ट की लंबाई या उपकरण की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है यह मानते हुए कि 2 गियर हैं जो एक दूसरे के साथ ब्यूटेड हैं और आपको लंबाई को मापना होगा जैसे कि आपको इसके अंदर एक शाफ़्ट लगाना होगा यदि आप ऊंचाई या लंबाई को मापना चाहते हैं तो यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है और आप आज देख सकते हैं जब हम बहुत उच्च सटीकता और सटीक काम के बारे में बात करते हैं इसलिए अच्छे डिजिटल डिस्प्ले के लिए दस्ताने का उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि आप यहां देखने की कोशिश कर सकें कि आप दूसरे अंक की दशमलव सटीकता देख सकते हैं जिसे आप माप सकते हैं और परिणामों को बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं तो इसका उपयोग आंतरिक माप के लिए किया जाता है और बाहरी माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो आपके पास एक स्थित जबड़ा और एक चलता हुआ जबड़ा है तो यह एक स्टैंडर्ड है यह एक अज्ञात चर अज्ञात हिस्सा या प्रोडक्ट है जो कुछ भी यह यहां आता है इसलिए जब यह अननोन आता है और इसकी तुलना स्टैंडर्ड के साथ की जाती है तो आप एक मापा मूल्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो मैंने पिछले कक्षा में यही कहा था कि परिणाम संख्यात्मक मूल्य है आप इसे देखने की कोशिश करें इसलिए माप की आवश्यकता शोध और विकास के लिए मौलिक आधार प्रदान करता है मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं दूसरी बात यह है कि विकास डिजाइन प्रक्रिया का एक अंतिम चरण है जिसमें विकसित होने वाले डिवाइस के संचालन और प्रदर्शन के लिए विभिन्न मात्राओं का माप शामिल है इसलिए यहां यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माप भी किसी भी नियंत्रण प्रक्रिया का एक मूल तत्व है देखें कि क्या आप एक प्रक्रिया को स्वचालित करना चाहते हैं तो आपके पास एक माप उपकरण होना चाहिए जिसमें वास्तविक और वांछित प्रदर्शन के बीच मापा विसंगति की आवश्यकता होती है इसलिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वह मान लीजिए आइए मान लें कि मैं 1002 मिलीमीटर व्यास का एक शाफ्ट बनाना चाहता हूं इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है असेंबली के दृष्टिकोण से हो सकता है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह विनिर्माण में पूरे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बनाए रखने की कोशिश करता है जिसे आपको पहले समझना चाहिए कि विनिर्माण में आपके पास दो वर्गीकरण हैं एक हिस्सा बनाना और दूसरा असेंबलिंग करना एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेज़रमेंट का उपयोग दोनों में किया जाता है भाग के चरण में भी हम इसका उपयोग करते हैं यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि अगले चरण में ये भाग मिलने के लिए जा रहे हैं और आप एक असेंबली बनाते हैं इसलिए यदि आप सही असेंबली चाहते हैं जैसे कि आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छी एफिशिएंसी के लिए काम कर रहा है तो आपके पास पार्ट डायमेंशन और डेविएशन को मापने के लिए एक मापने वाला उपकरण होना चाहिए तो यहां आपको इस तरह के एक हिस्से का निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि आपको सबसे अच्छा प्रदर्शन मिले और यह निर्माण करना है और जो मिला है जैसा कि 998 मिलीमीटर के व्यास के शाफ्ट का निर्माण करना है अब आप यह देखना चाहते हैं यह है यह मशीनिंग के बाद प्राप्त होता है या प्राप्त होता है यह अब 004 मिलीमीटर की विसंगति है जैसे कि यदि आप देखते हैं तो यह बड़ा नहीं दिखता है जब आप इसके बारे में मैक्रो स्केल या मेसो स्केल में बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह लगभग 40 माइक्रोन है ठीक है लेकिन जब आप माइक्रो डोमेन में काम करना शुरू करते हैं तो प्रत्येक माइक्रोन प्रदर्शन के मामले में एक बड़ा बदलाव खिलाड़ी बन जाता है इसलिए यहां हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि माप भी किसी नियंत्रण प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व है जिसे एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच मापा डिस्क्रिपेंसी की आवश्यकता होती है यह डिजायर्ड है और यह एक्चुअल है तो वहाँ डिस्क्रिपेंसी है अब जब मैं अगला घटक डालता हूं तो मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि 004 की यह डिस्क्रिपेंसी दूर हो जाए और मुझे इस प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण मिल जाए कई ऑपरेशनों में उचित प्रदर्शन के लिए माप की आवश्यकता होती है मेजरमेंट उचित प्रदर्शन के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए आपके पास पाइप हो सकता है जो लीक हो रहा है तो एक पाइप क्यों लीक हो रहा है हो सकता है कि वॉशर जो अंदर है वह दूर हो गया है या आंतरिक भाग में असेंबली ने दूर कर दिया है तो एक बार जो इसे दूर कर देता है तो अब आप पानी के प्रवाह को रोकने में सक्षम नहीं हैं इसलिए अगर वे आवश्यक डायमेंशन के लिए निर्मित नहीं हैं और यदि आपने इसे इकट्ठा करते समय सहायता नहीं की है तो आप एक लीक पाइप पाते हैं ठीक है इसलिए प्रोडक्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल माप से किया जाना चाहिए और उसके बाद आप इसे बाजार में रख सकते हैं या आप इसे टेस्ट बेड में रख सकते हैं और फिर इसे माप सकते हैं लेकिन यदि आप इसे पहले करना चाहते हैं तो आप एक उचित माप करें आधुनिक केंद्रीय पावर स्टेशन में टेंपरेचर प्रेशर वाइब्रेशन एंप्लीट्यूड आदि को उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए माप द्वारा मॉनिटर किया जाता है इसलिए अब तक हम केवल वेरिएशन और डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अब आप देखते हैं कि मैं टेंपरेचर वेरिएशंस कहने की भी कोशिश कर रहा हूं सात मूल वेरिएबल जो आप देख रहे हैं टेंपरेचर प्रेशर प्रेशर क्या है प्रेशर कुछ नहीं बल्कि फोर्स पर यूनिट एरिया है सही है तो आप फोर्स को माप सकते हैं बदले में फोर्स को मापा जा सकता है या फोर्स न्यूटन में व्यक्त किया जाता है और आप इसे द्रव्यमान से माप सकते हैं तो आप देख सकते हैं आप इसे लिंक कर सकते हैं सात चर को एक दूसरे के साथ फिर से जोड़ा जा सकता है और फिर आपको यह क्षेत्र मिलिमीटर × मिलीमीटर में किया जाता है यह दूरी के साथ लिंक में हो सकता है जो मैंने मीटर के रूप में सात बुनियादी में कहा था तो आप देख सकते हैं कि सभी पैरामीटर अब जुड़े हुए हैं और फिर आप इसे माप सकते हैं आप इसे माप सकते हैं और फिर आप इसे आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं इसलिए टेंपरेचर प्रेशर वाइब्रेशन एंप्लीट्यूड आदि की निगरानी उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है माप भी वाणिज्य का पक्षपाती है क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट मटेरियल पावर टाइम लेबर और अन्य बाधाओं की मात्रा के आधार पर स्थापित की जाती है तो माप अगर यह ठीक से किया जाता है तो हम क्या करते हैं हम तंग सहनशीलता पर काम करने की कोशिश करेंगे जिस क्षण हम तंग सहिष्णुता पर काम करना शुरू करते हैं उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उपभोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा को कम किया जा सकता है और बिजली के लिए मशीनों पर उचित फ़ीड या स्पीड निर्धारित की जा सकती है और टाइम और लेबर का खर्च भी कम हो जाता है इसलिए मेजरमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब हम मापों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो मापों को आमतौर पर मेकैनिज्म में वर्गीकृत किया जा सकता है और अगले को बिजली के प्रकारों द्वारा मापों का वर्गीकरण इसलिए हम मेकैनिज्म से मेकैनिज्म माप प्रकारों से लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ यह एमपीरीकल मेथड से हो सकता है दूसरा रेशनल मेथड से हो सकता है तीसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड से हो सकता है ठीक है तो माप के वर्गीकरण आपके पास मेकैनिज्म प्रकार हैं इसलिए यदि आप वापस जाते हैं और देखते हैं तो माप को मेकैनिज्म प्रकार और पावर प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है हमने अब मेकैनिज्म प्रकार को एमपीरीकल मेथड रेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड में वर्गीकृत किया है तो मेजरमेंट का एमपीरीकल मेथड क्या है एमपीरीकल का मतलब आप कुछ प्रयोग करते हैं और फिर आप मॉडल के साथ आने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए मैं एक विशेष मशीन में एक विशेष स्थान पर मशीनिंग ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूं फिर एक प्रकार के वर्कपीस के टुकड़े का उपयोग करता हूं और फिर एक प्रकार का उपकरण जिसमें ज्योमेट्री होती है मैं प्रयोग करना शुरू करता हूं इसलिए यदि आप लेथ मशीन लेते हैं तो आपके पास तीन पैरामीटर हैं स्पीड फ़ीड डेप्थ ऑफ कट मैं इसमें सब कुछ बदल देता हूं और आखिरकार मैं यह कहते हुए रिश्ते के साथ आता हूं कि मटेरियल रिमूवल रेट फ़ीड स्पीड डेप्थ ऑफ कट जो कुछ भी है उसके आनुपातिक है और फिर मेरे पास ये वेरिएबल हैं इसलिए इन वेरिएबल के लिए मैं पावर लॉ में या कुछ परिमाण के लिनियर रिग्रेशन इक्वेश्चन में डालने की कोशिश करुंगा और फिर आप प्रोसेस्ड मॉडल के साथ बाहर निकल जाएंगे ठीक है इसलिए मैंने जो किया वह एक एमपीरीकल मेथड था एमपीरीकल मेथड का अर्थ है जब मैं प्रयोग करता हूं जब इस मशीन पर वर्ष के इस समय और इस वर्कपीस और इस उपकरण का उपयोग करके इस प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है तो आप देखते हैं कि ये सभी चीजें कंस्ट्रेनटस् हैं लेकिन अंत में मैं एक मॉडल विकसित करके इस प्रक्रिया को समझ सकता हूं और यह मॉडल केवल इन स्थितियों के लिए मान्य है इसलिए इसे काफी हद तक सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है तो उन चीजों को माप के एमपीरीकल मेथड कहा जाता है यह डिजाइनर के हिस्से पर अंतर्ज्ञान और अच्छे इंजीनियरिंग निर्णय पर आधारित है डिजाइनर आमतौर पर अपना निर्णय लेता है जो अपने डिजाइन या अन्य डिजाइनरों के अनुभव का एक परिणाम है सही है सामान्य नियम के रूप में उपलब्ध जानकारी और डेटा आपको वह सामान्य नियम कैसे मिला सामान्य नियम इन एमपीरीकल संबंधों को करने से है इसलिए सही है तो हैंडबुक और कोड में सामान्य नियमों के रूप में उपलब्ध जानकारी और डेटा डिज़ाइनर को माप के लिए उपकरणों को बनाने या बनाने के लिए एमपीरीकल मेथड का उपयोग करने में मदद करता है माप के लिए रेशनल मेथड क्या हैं तो यह कड़ाई से अच्छी तरह से स्थापित साइंटिफिक लॉस और रिलेशनशिप पर आधारित है ये लॉस और रिलेशनशिप मुख्य रूप से मेकैनिज्म और थर्मोडायनेमिक्स के क्षेत्रों में उपलब्ध हैं जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में उपलब्धता कम हैं तो पहले वाला अंतर्ज्ञान अधिक था और आपने हैंडबुक से उठाया या आपने कुछ एमपीरीकल सूत्रों से उठाया अगला एक पूरी तरह से विज्ञान और गणित पर काम कर रहा है आप करते हैं आप समस्या को सामान्य करते हैं और फिर आप एक समाधान के साथ बाहर आते हैं तो यह माप के रेशनल मेथड हैं और अंतिम एक माप का एक्सपेरिमेंटल मेथड है यह सभी फ़िज़िकल क्वांटिटी के कोरिलेटेड मेजरमेंट पर आधारित है इस पद्धति में प्रारंभिक डिज़ाइन पर आधारित प्रोडक्ट का परीक्षण किया जाता है सटीक होता है और यह सभी फ़िज़िकल क्वांटिटी के कोरिलेटेड मेजरमेंट शामिल करता हैं उदाहरण के लिए आप एक शाफ्ट लेने की कोशिश करते हैं आप रफनेस मापते हैं आप फ्लेटनेस मापने की कोशिश करते हैं आप अन्य मापदंडों को मापने की कोशिश करते हैं फिर लंबाई उन सभी चीजों को जो आप मापते हैं और फिर आप इसे सही तरीके से मापते हैं और इसमें शामिल सभी मात्राओं को मापते हैं परिणामों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और त्रुटियों की समझदारी से व्याख्या की जाती है त्रुटि का अर्थ है मूल का मानक से किसी भी डेविएशन को त्रुटि कहा जाता है और जब आप त्रुटि डेटा को देखना शुरू करते हैं तो आप कई जानकारी खोजने की कोशिश कर सकते हैं उदाहरण के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं और यदि आप अपने रक्तचाप के लिए माप करना चाहते हैं तो सामान्य सलाह यह है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है लेटना है आराम करना है या 5 से 10 मिनट के लिए विश्राम करना है और फिर माप लेना शुरू करें तो वह माप अस्पताल ले जाने और रक्तचाप लेने की तुलना में अधिक उपयुक्त है इसलिए जैसे ही आप नीचे जाते हैं और पढ़ने में त्रुटि होती है एक त्रुटि है तो त्रुटि सिस्टमैटिक हो सकती है त्रुटि रेंडम हो सकती है उदाहरण के लिए सुबह जब आप माप लेने की कोशिश करते हैं तो यह कुछ 10 प्रतिशत हो सकता है दोपहर में यह 40 प्रतिशत हो सकता है शाम में यह 8 प्रतिशत हो सकता है इसलिए मीन से भिन्नता ठीक है इसलिए इसे त्रुटि के रूप में कहा जाता है इसलिए वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किए गए परिणाम और त्रुटियों को बुद्धिमानी से व्याख्या किया जाता है फिर ट्रायल एंड एरर विधि द्वारा मापदंडों को समायोजित किया जाता है जब तक कि सिस्टम डिज़ाइन प्रोडक्ट का वांछित प्रदर्शन नहीं देता तो इस मेजरमेंट को मेजरमेंट का एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है इसलिए हमने अब तक तीन को देखा है एक एम्पिरिकल मेथड है दूसरा रेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल है रेशनल मेथड विज्ञान और गणित और तर्क पर आधारित है तो मूल रूप से यह कहता है कि तर्क आप लागू करते हैं और फिर आप करते हैं तो यहां हम हैंडबुक और सामान्य नियम से लेने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं हम शारीरिक रूप से मापते हैं हम सभी मात्राओं को मापते हैं और हम सभी मात्राओं को मापते हैं और फिर हम सभी के साथ माप के संबंध में बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ यह दिलचस्प है आप मापते हैं और फिर आप कोरिलेट करते हैं ठीक है तो यह एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो हम करते हैं मेकैनिज्म प्रकार माप के अंतर्गत आता है अगला वर्गीकरण मापन का पावर प्रकार था इसलिए यहां हम उस पावर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं जो इसमें शामिल है तो ये मॉनिटरिंग या ऑपरेशनल माप हैं जो आमतौर पर एक नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा हैं तो मापी गई मात्रा को इंगित किया जाता है और कभी कभी इसे रिकॉर्ड भी किया जाता है तो आपके पास 20 रीडिंग करने और दिखाने के लिए एक डिस्प्ले है यह दिखाता है और रिकॉर्ड भी करता है इनकी तुलना संबंधित संदर्भ राशियों और त्रुटि संकेतों से भी की जाती है जिनका उपयोग बिजली उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो यह माप का पावर प्रकार है तो माप का पावर प्रकार तो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस हैं जिसमें आप सुई को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि फेस है फिर यह ग्रेजुएशन में दिखाता है सही है यह एक उपकरण है जो दिखाता है सही है इसलिए जब आप माप के तरीकों के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार के माप होते हैं एक को डायरेक्ट मेजरमेंट के रूप में कहा जाता है दूसरे को इनडायरेक्ट मेजरमेंट के रूप में कहा जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर आप एक मात्रा को मापते हैं और आप जल्दी से एक स्टैंडर्ड के साथ तुलना करते हैं उदाहरण के लिए मेरे पास एक वर्नियर कैलीपर है इसमें ग्रेजुएशन हैं मैं वर्नियर कैलीपर उठाता हूं शाफ्ट व्यास को मापता हूं यह पता लगाता हूं कि त्रुटि क्या है या पता लगाएँ कि मूल्य क्या है इसलिए यह डायरेक्ट मेजरमेंट है मैं जो मापता हूं वह मुझे मिलता है वह डायरेक्ट मेजरमेंट है इसलिए मुझे अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए बदलने या एक डेरिवेटिव को लेने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह डायरेक्ट मेजरमेंट है इसमें परिणाम पर आने के लिए कोई गणितीय गणना शामिल नहीं है उदाहरण के लिए ग्रेजुएटेड स्केल पर लंबाई की माप ठीक है मान लीजिए कि हम मान लेते हैं मैं द्रव्यमान को मापना चाहता हूं मैं kg से मापता हूं मेरे पास एक उपकरण है जो माप सकता है मान लीजिए अगर मैं घनत्व को मापना चाहता हूं तो यह घनत्व डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है घनत्व कुछ भी नहीं केवल द्रव्यमान बटे आयतन होता है इसलिए अगर मैं आयतन मापना चाहता हूं तो मैं एक प्रत्यक्ष माप का उपयोग करुंगा मैं तब मैं द्रव्यमान का उपयोग करुंगा मैं एक डायरेक्ट मेजरमेंट का उपयोग करुंगा लेकिन जब मुझे घनत्व को मापना होगा तब मैं गणितीय रूप से कुछ गणनाएं करुंगा और फिर बाहर आऊंगा कुछ काम के साथ और फिर घनत्व का मूल्य पता लगाऊंगा तो यह वही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्ट द्रव्यमान स्केल पर है ठीक है यह विधि बहुत सटीक नहीं है क्योंकि यह निर्णय लेने में मानव असंवेदनशीलता पर निर्भर करता है मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि कई बार हम क्या करते हैं अगर हमारे पास झुकाव है या अगर हमारे पास एक टेपर्ड शाफ्ट है तो ठीक है अगर हमारे पास एक नियमित शाफ्ट मापने वाला व्यास बहुत आसान है यदि हमारे पास एक टेपर्ड शाफ्ट है तो ठीक है आप व्यास को कैसे मापते हैं क्योंकि हर बिंदु पर व्यास में परिवर्तन होता है इसलिए वर्नियर कैलिपर्स जो भी हम उपयोग करते हैं उसमें एक सपाट सतह होती है इसलिए यदि आप एक वर्नियर कैलिपर डालते हैं तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा इसलिए मूल्य देने के लिए ये दोनों भाग बिल्कुल संरेखित नहीं हो सकते हैं इसलिए अगर हम इसे सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं तो इसे माप या निर्णय में त्रुटि कहा जाता है इसलिए एक टेपर्ड वर्कपीस के साथ हम मानक वर्नियर का उपयोग नहीं कर सकते हैं और फिर इसे माप सकते हैं या दूसरा तरीका है यदि इसे बिल्कुल केंद्र में उपयोग करने के बजाय मैं इस लाइन को एक कोण पर देखता हूं तो फिर मेरे साधन में एक त्रुटि है मान लीजिए अगर यह एक डायल गेज है और मेरे पास ग्रेजुएशन हैं और डायल गेज कुछ मूल्य का संकेत दे रहा है तो मुझे हमेशा यह डेटा देखना चाहिए जो सामान्य है इसलिए अगर मैं या तो इस तरफ या इस तरफ से जाना शुरू करता हूं तो मैं इसे या तो मान के रूप में चुनूंगा या इसे 0 के बजाय मान के रूप में सही है इसलिए ये सभी निर्णय या त्रुटि बनाने में मानवीय असंवेदनशीलता पर निर्भर करते हैं जो एक मानव सिस्टम में जोड़ सकते हैं जब हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो इस विधि में कई मापदंडों को सीधे मापा जाता है और फिर मूल्य गणितीय संबंधों द्वारा निर्धारित किया जाता है घनत्व जो मैंने पहले ही आपको बताया है आप प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं यदि आप प्रेशर के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे करें जैसे मैंने फोर्स लिया और फिर मैंने इसे एरिया से भाग दिया मैं फोर्स को न्यूटन और एरिया को दूरी में मापता हूं फिर मैं यह गणना करने की कोशिश करता हूं और फिर अंत में मुझे जो मिलता है वह प्रेशर है तो यहाँ यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट है कई बार हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट का उपयोग करते हैं और कई बार हम डायरेक्ट मेजरमेंट का उपयोग करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट आमतौर पर पसंद किए जाते हैं ताकि मैं सीधे मापता हूं और मूल्य प्राप्त करता हूं या आजकल क्या हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इतने अनुकूल हो गए हैं कि इनडायरेक्ट गणितीय गणना आंतरिक रूप से की जाती है तो यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट के मूल्य को बिल्कुल विस्थापित कर देता है फिर हम एक शाफ्ट का माप करने की कोशिश करते हैं तो यह डायरेक्ट नहीं है यह इनडायरेक्ट हो जाता है और मूल्य प्राप्त करता है इसलिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट में कई मापदंडों को सीधे मापा जाता है और फिर एक मूल्य गणितीय संबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है उदाहरण के लिए आप मेजरमेंट वेट के तरीके देखिए वेट एक संतुलन द्वारा मापा जाता है और यह डायरेक्ट है वेट के लिए मान लीजिए अगर मैं एक ऑयल प्रेशर सेंसर का उपयोग करता हूं तो इसका वेट कंप्रेसर है तेल लीक हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है यदि मैं इसे करना शुरू कर देता हूं तो यह मापने का इनडायरेक्ट तरीका है तो यहाँ हम क्रिस्टल का एक टुकड़ा रखते हैं और क्रिस्टल का टुकड़ा वेट के विस्थापन को मापता है और फिर यह जल्दी से बताता है इसे डायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है और इसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है इसलिए मैं कुछ गणना करता हूं और अब यहां से मैं देखूँगा कि कौन सा तेल लीक हो गया है और फिर रिसाव को मापने या तेल के प्रेशर को मापने का प्रयास करें और यहां से मैं वेट को मापने के लिए कोरिलेट करता हूं फिर हम माप के लेवलौं के बारे में बात करते हैं तीन प्रकार के लेवल हैं एक को प्राइमरी लेवल के रूप में कहा जाता है दूसरे को सेकेंड्री लेवल के रूप में और तीसरे को टर्टियरी लेवल के रूप में कहा जाता है प्राइमरी मेजरमेंट क्या है प्राइमरी मेजरमेंट वह है जिसे प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बनाया जा सकता है माप मात्रा को लंबाई में किसी भी रुपांतरण में शामिल किए बिना तो दो लंबाई का मिलान जैसे कि किसी वस्तु की लंबाई का निर्धारण मीटर की छड़ से करना लाल गर्म धातु के रंग को देखते हुए दो रंगों का मिलान इसलिए प्राइमरी मेजरमेंट वह है जिसे लंबाई में माप मात्रा के किसी भी रुपांतरण को शामिल किए बिना प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बनाया जा सकता है तो इसे प्राइमरी मेजरमेंट कहा जाता है उदाहरण के लिए मैं एक ब्लॉक लेने की कोशिश करता हूं मैं एक मापने का पैमाना लेने की कोशिश करता हूं उसे मापता हूं जो डेटा मुझे मिलता है वह डायरेक्ट है इसलिए यदि आप परिभाषा में वापस जाते हैं तो एक प्राइमरी मेजरमेंट वह होता है जिसे प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बनाया जा सकता है क्योंकि एक पैमाना होता है जिस पैमाने पर मैं बिना किसी रुपांतरण के ग्रेजुएशन होते हैं तो मैं मापी गई मात्रा में से कुछ भी लंबाई में नहीं बदलता सही है तो आप देख रहे हैं कि एक फीट में है दूसरा एक इंच में है इसलिए जो भी मैं मापता हूं मैं इसे या तो फीट की इकाइयों के लिए संदर्भित कर सकता हूं या मैं इंच में या कभी कभी इंच और सेंटीमीटर के बारे में बात करने की कोशिश कर सकता हूं इसलिए मैं इसका उपयोग कर सकता हूं और कर सकता हूं सेकेंड्री मेजरमेंट क्या है सेकेंड्री मेजरमेंट में लंबाई में परिवर्तन को बदलने के लिए माप के तहत मात्रा पर किया जाने वाला केवल एक अनुवाद शामिल है मापी गई मात्रा एक गैस का प्रेशर हो सकती है और इसलिए अवलोकन योग्य नहीं हो सकती है इसलिए एक सेकेंड्री मेजरमेंट के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जो प्रेशर चेंज को लेंथ चेंज में बदल देता है एक लेंथ स्केल या एक मानक जो प्रेशर में परिवर्तन को जानने के लिए लेंथ इकाइयों के बराबर कैलिब्रेट किया जाता है हम एक लेंथ चेंज में प्रेशर चेंज को मापते हैं एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर में परिवर्तित हो रहा है इसलिए और फिर वहाँ से हम इसे मापना शुरू करते हैं तो यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसे कैलिब्रेशन कहा जाता है जो अस्तित्व में आता है इसलिए मैं एक ज्ञात पैरामीटर को मापता हूं फिर मैं एक अज्ञात पैरामीटर को मापता हूं और फिर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं रिश्ते को समझता हूं और फिर माप में उस रिश्ते का उपयोग करता हूं तो यहाँ एक उपकरण जो प्रेशर चेंज को लेंथ चेंज में परिवर्तन करता है प्लेन स्केल या एक मानक जो प्रेशर में परिवर्तन के रूप में ज्ञात लेंथ यूनिट के बराबर कैलिब्रेट किया जाता है इसलिए दबाव नापने का यंत्र में प्राइमरी सिग्नल प्रेशर एक अनुवादक को प्रेषित होता है और सेकेंड्री सिग्नल लेंथ एक पर्यवेक्षक की आँख में संचारित होती है तो यहाँ यह एक सेकेंड्री मेजरमेंट है सेकेंड्री मेजरमेंट में लंबाई के परिवर्तन में बदलने के लिए माप के तहत मात्रा पर किया जाने वाला केवल एक संचरण शामिल है तो यह एक प्रेशर रेगुलेटर है तो द्रव है जो बह रहा है इसलिए यहां हम जो करते हैं वह यह है कि हम प्रेशर को बदलने के लिए काम करते हैं तो यहाँ एक दबाव नापने का यंत्र है जो आपको बताता है तो यह इन है और यह आउट है ठीक है यह आउट है इसलिए हम यह सब परिवर्तन करते हैं तो यह परिवर्तन यहाँ लेंथ में परिवर्तन है ठीक है प्रेशर में परिवर्तन टर्टियरी मेजरमेंट टरनरी मेजरमेंट में दो अनुवाद शामिल हैं सेकेंड्री एक अनुवाद है यहाँ दो अनुवाद हैं थर्मोकपल द्वारा किसी वस्तु के तापमान का मापन प्राइमरी सिग्नल एक अनुवादक को प्रेषित किया जाता है जो एक वोल्टेज उत्पन्न करता है जो तापमान का एक फलन है तो पहला अनुवाद तापमान का वोल्टेज में है बदले में वोल्टेज को एक जोड़ी तारों के माध्यम से वोल्टमीटर पर लागू किया जाता है दूसरा अनुवाद तब वोल्टेज का लेंथ में होता है तीसरा अनुवाद लेंथ चेंज पर्यवेक्षक के मस्तिष्क में प्रेषित होता है तो यहां से दो अनुवाद होंगे इसलिए प्राइमरी अर्थ सीधे आप डेटा लेते हैं सेकेंड्री मतलब एक अनुवाद टर्नेरी का अर्थ है माप प्राप्त करने के लिए आप दो अनुवाद करते हैं तो यहाँ टेर्नेरी मेजरमेंट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा फिर यह एक अनुवाद होगा फिर आपके पास अनुवाद होगा और फिर आपके पास आउटपुट या ऑब्जर्वर आय होगी तो यहां आप तापमान को मापेंगे जो कि प्राइमरी डेटा के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है इसलिए यहां आप कोशिश करेंगे कि अनुवाद को मापने की कोशिश करें थर्मोकपल यह एक माध्यमिक डेटा डेटा का सेकेंड्री सिग्नल है और फिर यहां अनुवाद वोल्टमीटर होगा और यहां अंतिम एक टर्नरी डेटा होगा और फिर यह यहाँ प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो यहाँ आपके पास वोल्टेज होगा यहाँ तापमान है यहाँ वोल्टेज है और आपकी लंबाई ठीक है तो ये माप के विभिन्न लेवल हैं तो एक ऑब्जेक्ट तब आपके पास एक प्राइमरी डेटा होगा जहां तापमान मापा जाता है थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है फिर हम क्या करते हैं यह थर्मोकपल डेटा वोल्टेज डेटा में परिवर्तित हो जाता है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन फिर से एक अनुवाद होता है और फिर अंत में आपको जो डेटा मिलता है वह एक पर्यवेक्षक होता है जो अपनी आंखों से देखता है इसलिए पुनरावृत्ति करने के लिए इसलिए हमने इस अध्याय में क्या देखा है हमने मैकेनिकल मेजरमेंट का अर्थ देखा है और फिर हमने देखा है कि माप की आवश्यकता क्या है तो माप की आवश्यकता मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कही यदि आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की एफिशिएंसी में सुधार करना होगा यदि आप एक नया प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो उनकी समझ और फिर यदि तो ये दोनों वहाँ हैं तो फिर नए प्रोडक्ट में आप हमेशा यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक भिन्नता क्या है और फिर यह भिन्नता आपको प्रक्रिया को ठीक से चुनने की ओर ले जाएगी तो पूरी प्रक्रिया के चयन के लिए भी माप बहुत महत्वपूर्ण है फिर हमने मापों को वर्गीकृत किया फिर माप के विभिन्न तरीकों को हमने देखा और अंत में हमने माप के लेवल को देखा जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंड्री और टर्टियरी को देखा जहां डेटा को बदला गया है और फिर आप इसे वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करते हैं आप डेटा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं आप अंतिम डेटा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो ग्राहक द्वारा पठनीय है इसलिए छात्र के लिए कार्य यह है कि मैं चाहता हूं कि आप एक रबर बैंड कोई रबर बैंड लें और इस रबर बैंड के लिए मैं चाहता हूं कि आप व्यास को मापें और यदि लंबाई है तो यदि कोई लंबाई है तो उसी के लिए कृपया लंबाई भी मापें तो आपको यह समझना चाहिए कि मैं आपको समस्या के कंस्ट्रेंट भी दे सकता हूं कंस्ट्रेंट रबर बैंड है रबर बैंड प्रकृति में लोचदार है इसलिए आपको दी गई चुनौती यह है कि आप एक रबर बैंड को मापने की कोशिश करें जब आप इसे एक पैमाने पर रखने की कोशिश करें या जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करें तो यह खिंचाव होने वाला है इसलिए यदि यह फैलता है तो मापने के लिए हम जो भी साधन उपयोग करते हैं वह सही नहीं होगा तो अब आप सोचते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप यह भी समझने की कोशिश करें कि हम आपकी त्वचा की कोमलता को कैसे निर्धारित करते हैं एक त्वचा की कोमलता हम कैसे मापते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोमलता एक पैरामीटर है जहां सीधे आपके पास कोई यूनिट नहीं होती है तो सॉफ्टनेस कुछ इस तरह है जैसे पैमाने से संबंधित हो तो जो मेरे लिए नरम है वह मेरी पत्नी के लिए नरम नहीं है या यह मेरे बेटे के लिए नरम नहीं है और जब आप इन सभी डायपर विज्ञापनों को देख रहे हैं जो टीवी पर आ रहे हैं तो वे कहते हैं कि यह बहुत नरम है तो अब सॉफ्टनेस के लिए क्या उपाय है तो आप माप समझ चुके हैं मैंने आपको विभिन्न प्रकार के माप बताए हैं कि वे क्या हैं तो कृपया यह सोचने की कोशिश करें कि हम त्वचा की सॉफ्टनेस को कैसे मापते हैं और आखिरी असाइनमेंट अगर मैं आपकी आँख को मापना चाहता हूं तो ठीक है मैं इसे कैसे करुंगा तो एक प्रोडक्ट के रूप में आँख लें ठीक है एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ आप अपनी आंखों को देखते हैं अब मैं आपकी आँख को मापना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं कि कृपया अपनी आंखों के लिए विनिर्देश दें इसलिए छात्रों अब इसे देखें कि मैंने आपको सभी चुनौती पूर्ण समस्याओं के बयान दिए हैं तो इन समस्या बयानों के साथ यदि आप विभिन्न उपकरणों के लिए सोचने और देखने में सक्षम हैं तो ठीक है मैं बहुत अधिक देखने के लिए नहीं कह रहा हूं और सभी उस चीज को देखें जिसके साथ आप माप सकते हैं इसलिए पहली चुनौती यह है कि यह एक लोचदार सामग्री है इसलिए जिस क्षण आप स्पर्श करते हैं वह सिकुड़ने वाला है जिस क्षण आप खींचेंगे उसका विस्तार होने जा रहा है अगला एक त्वचा की सॉफ्टनेस होने जा रही है ठीक है तो एक त्वचा की सॉफ्टनेस एक ऐसी चीज है जो वर्तमान में आपके पास मापने के लिए कोई यूनिट नहीं है फिर लोग कैसे मापते हैं आपके लगभग सभी विज्ञापन जो स्क्रीन पर आते हैं सॉफ्टनेस के बारे में बात करते हैं आखिरी वह जिसके साथ आप दुनिया देखते हैं अब मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोडक्ट के लिए एक विनिर्देश दें या एक पार्ट आय के लिए ठीक है इसके साथ हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि माप क्या है माप कितना जटिल है और बाद में आगे कोर्स में आप आनंद लेंगे क्योंकि हम कई उपकरणों को देखेंगे जो माप के लिए उपयोग किए जाते हैं